हमारी पिछली कक्षा में हम थ्रशिंग की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं अब जैसा कि हम समझ सकते हैं कि आपके पास मेमोरी में प्रत्येक प्रोसेस के लिए पर्याप्त संख्या में पेज होने चाहिए ताकि यह पेज फॉल्ट दर कम हो लेकिन ऐसा क्या होता है कि यदि हम चाहें तो प्रत्येक प्रोसेस के लिए पर्याप्त पेज आवंटित कर सकते हैं या प्रत्येक प्रोसेस को पर्याप्त फ्रेम दे सकते हैं फिर फ़्रेम की संख्या या मुख्य मेमोरी की मात्रा की आवश्यकता होगी जो बहुत बड़ी होगी यह देखते हुए कि प्रोसेस की संख्या ज्यादा है तो इसके लिए अधिक संख्या में मेमोरी की आवश्यकता होगी इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें दो प्रोसेस में स्थित फ़्रेमों की संख्या को प्रतिबंधित करना होगा अब परिणामस्वरूप एक प्रोसेस के लिए पर्याप्त पेज नहीं हो सकते हैं इसलिए यदि किसी प्रोसेस के लिए पर्याप्त पेज नहीं हैं तो पेज फॉल्ट दर अधिक होगी क्योंकि अब कभी भी कुछ पेज की आवश्यकता होगी जो कि मेमोरी में मौजूद नहीं है और यह विशेष रूप से सच है जब आपको स्थानीय प्रतिस्थापन जैसे समस्या मिली है जब कि एक ही पेज को बार बार स्वैप आउट किया जाता है और जो पेज स्वैप किया जाता है उसे लोड किए जाने वाले नए पेजों की आवश्यकता के कारण फिर से स्वैप किया जाता है अब यदि ऐसा होता है तो पेज फॉल्ट ज्यादा होने लगता है इसलिए पेज फॉल्ट दर उच्च होने जा रहा है जब पेज फ़ॉल्ट सेकेंडरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी में एक नया पेज प्राप्त करने के लिए होता है तो इसे मौजूदा फ्रेम को बदलने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि मेमोरी फ़्रेम फ्री नहीं हो सकता है इसलिए इसके परिणामस्वरूप एक विक्टिम पेज का चयन करना पड़ता है और उस विक्टिम पेज को फ्रेम से हटाया जाना होता है और नए पेज के लिए उपलब्ध फ्रेम को लोड किया जाना होता है लेकिन उस पेज के बाद से जिसे आपने प्रतिस्थापित कर लिया है बहुत जल्द फिर से उसकी आवश्यकता हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप बहुत जल्द फिर से हमें उस प्रतिस्थापित फ्रेम की आवश्यकता होती है इसलिए पेज वापस चलना पड़ता है इसलिए इस के परिणामस्वरूप पेज फॉल्ट दर बढ़ जाएगी तो ज्यादातर समय सिस्टम मेमोरी फ्रेम में पेजों को स्वैपिंग इन और स्वैपिंग आउट में ही व्यस्त रहेगा इसलिए परिणामस्वरूप प्रति यूनिट समय में पूरी होने वाली जॉब की संख्या ही सीपीयू यूटिलाइजेशन है तो का वैल्यू कम हो जाएगा और जैसा कि वैल्यू कम हो जाता है जैसा कि हमने पहले सीपीयू के शेड्यूलिंग के मुद्दों पर चर्चा करते समय देखा है कि एक संभावित कारण है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन शायद कम है और साथ ही मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री सिस्टम में प्रोसेस की संख्या या रेडी क्यू में प्रोसेस की संख्या कम हो सकती है ताकि सिस्टम में अधिक प्रोसेस को लागू करने के लिए उस दीर्घकालिक शेड्यूलर को निर्देश दे सकता है इसलिए अधिक संख्या में प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में संक्रमण करेंगी लेकिन इसके लिए हमें फिर से उन नई प्रोसेस को मेमोरी फ्रेम आवंटित करने की आवश्यकता है जिन्हें लाया गया है तो इससे फिर से थ्रशिंग की संभावना बढ़ जाती है इसलिए यह प्रोसेस जारी रहती है जिसके परिणामस्वरूप आपको पता है कि सिस्टम के प्रदर्शन में प्रति यूनिट समय पर गणना की जाने वाली प्रोसेस की संख्या के मामले में बहुत महत्वपूर्ण गिरावट हो सकती है इसलिए थ्रैशिंग व्यस्त पेजों की अदला बदली के दौरान के एक प्रोसेस के बराबर है तो वास्तव में इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री बढ़ा रहे हैं इसलिए शुरू में जब मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री कम होती है तो प्रति यूनिट समय पर बहुत कम काम पूरे होते हैं तो यह CPU यूटिलाइजेशन भी कम है जैसा कि आप सिस्टम में अधिक से अधिक जॉब को डाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री में सुधार होगा लेकिन एक निश्चित स्तर तक ही क्योंकि प्रोसेस को आवंटित फ्रेम की संख्या सीमित है तो यह एक ऐसे चरण में आएगा जहां थ्रैशिंग शुरू हो जाएगा और जब यह थ्रेशिंग शुरू होती है तो सिस्टम CPU यूटिलाइजेशन फिर से गिरना शुरू हो जाता है अब निश्चित रूप से यह 0 को स्पर्श नहीं करेगा क्योंकि आखिरकार यह सीपीयू कुछ तो कर रहा है तो यह एक्सेस इन 0 को स्पर्श नहीं करेगा लेकिन CPU यूटिलाइजेशन महत्वपूर्ण रूप से गिरेगा तो हम इस स्थिति के बारे में परेशान हैं जब यह थ्रेशिंग शुरू होती है तो किसी तरह हमें इस थ्रैशिंग को रोकना होगा इसलिए किसी तरह हमें कुछ रणनीति बनानी होगी ताकि यह थ्रेशिंग प्रतिबंधित हो उसी समय हम प्रोसेस को बड़ी संख्या में फ़्रेम आवंटित नहीं करना चाहते हैं क्योंकि तब यह मेमोरी यूटिलाइजेशन फिर से कम होगा तो इस समस्या को कैसे हल किया जाए जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए डिमांड पेजिंग और थ्रशिंग की बात करें तो डिमांड पेजिंग काम क्यों करता है यह लोकलिटी मॉडल के कारण काम करता है क्योंकि डिमांड पेजिंग कहती है कि आप शुरू में एक प्रोसेस के केवल कुछ पेज ही लोड करते हैं और जब प्रोसेस को अधिक पेजों की आवश्यकता होती है तो यह उन एड्रेस को संदर्भित करता है जो उन पेजों में नहीं हैं फिर यह आवश्यक पेजों को लोड किया जाएगा अब जैसा कि हमने पहले चर्चा की है प्रोग्राम की लोकलिटी के कारण यह प्रोसेस इसका एक निश्चित भाग को ही संदर्भित करती है जो कोड या बिग डेटा स्ट्रक्चर के कुछ अनुभाग हैं इसलिए यही कारण है कि यह लोकलिटी होती है और यह डिमांड पेजिंग नीति काम करती है चूंकि यह प्रोसेस एक लोकलिटी से दूसरे लोकलिटी में जाती है इसलिए हमें यह समझ आ गया है इसलिए एक प्रोसेस के रूप में एक प्रोसेस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन करती है इसलिए यदि आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं तो संरचना यह हो सकती है ये प्रोसेस के पेज हैं इसलिए शुरू में प्रोसेस यह दो भेजें लोड होने पर स्टार्ट हो सकती है इसलिए शुरू में मुख्य प्रोग्राम यहां शुरू हो रहा है तो यह केवल इस सीमा के अंतर्गत एड्रेस को ही संबोधित करेगा लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद यह कुछ अन्य मेमोरी फ्रेम अन्य पेजों को रेफर करेगा तो शायद अब यह इस पेज को संदर्भित करेगा और इस समय इस पेज की आवश्यकता नहीं है तो यह बताता है कि लोकेलिटी कैसे बदलती है इसलिए यदि आप प्रोग्राम की इस सीक्वेंशियल लाइनों पर विचार करते हैं तो शुरू में पहले कुछ पंक्तियों को निष्पादित करते हैं फिर कुछ समय बाद जब एक प्रोसीजर को बुलाया जाता है तो यह उस प्रोसीजर पर चला जाता है और यह प्रोसेसओं के लाइनों को निष्पादित करता है तो उस समय यह प्रोग्राम लाइन वहां मौजूद थी लिहाजा उनकी जरूरत नहीं है तो यह बताता है कि यह लोकेलिटी एक प्रोसेस के तौर पर कैसे बदल जाती है क्योंकि एक प्रोसेस एक कोड के दूसरे अनुभाग में स्थानांतरित होती है लोकेलिटी बदलती है वे पेज जो एक आवश्यक परिवर्तन करते हैं और थ्रेशिंग क्यों होता है इसलिए थ्रैशिंग होता है क्योंकि इस इलाके का आकार कुल मेमोरी साइज से बेहतर है इसलिए अगर किसी समय किसी प्रोसेस का लोकेलिटी का कहना है कि उसे इस पेज इस पेज और इस पेज की आवश्यकता है तो तीन पेजों की जरूरत है रिफरेंस पैटर्न ऐसा है कि बहुत बार इस दो पेजों को संदर्भित किया जा रहा है इसलिए लोकेलिटी तीन पेजों से मिलकर बनी होती है अब अगर मुझे प्रोसेस के लिए केवल दो फ्रेम मिलते हैं तो क्या होगा शायद मैं यह दो पेज किसी समय इसे लोड करने में सक्षम होऊंगा तो स्वाभाविक रूप से तीसरे पेज के लिए पेज फॉल्ट होगा अब जब यह पेज फॉल्ट इस पेज को लोड करने के लिए फिर से होता है तो मुझे उन दो पेजों में से एक को बदलना होगा जिन्हें मैंने पहले ही लोड किया है तो उस फ़्रेम को मुक्त करें और इस पेज को वहां लोड करें तो फिर से थ्रैशिंग घटित होगा तब जब इस लोकेलिटी का आकार कुल मेमोरी आकार से अधिक हो तो आपको यह प्रोसेस को आवंटित कुल मेमोरी आकार को पढ़ना चाहिए तो कि वहाँ थ्रैशिंग है तो क्या हम थ्रैशिंग के प्रभाव को सीमित कर सकते हैं इसलिए हम एक लोकल पेज रिप्लेसमेंट करके इसे सीमित कर सकते हैं इसलिए यदि आप एक ऐसी नीतियों को पसंद करते हैं जैसे कई प्रोसेस हैं और हम वैश्विक रिप्लेसमेंट नीतियों का पालन कर रहे हैं और थ्रेशिंग कई प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं इसकी तुलना करें कि यदि आप लोकल पेज रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो यह केवल एक या कुछ उद्देश्यों को प्रभावित करेगा इसलिए यदि कोई एकल प्रोसेस है जिसके लिए इस लोकेलिटी को ठीक से बनाए नहीं रखा गया है तो थ्रेशिंग केवल लोकल पेज के रिप्लेसमेंट के मामले में उस प्रोसेस को प्रभावित करेगा लेकिन यदि हम वैश्विक पेज रिप्लेसमेंट का अनुसरण कर रहे हैं तो यह मिस बिहेवियरिंग प्रोसेस या इस प्रोसेस जिसमें इसमें अधिक संख्या में फ्रेम की आवश्यकता होती है तो यह अन्य प्रोसेस के अन्य पेजों को पहले से बता देगा इसलिए वैश्विक प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में थ्रेशिंग होगी तो अधिक संख्या में जॉब लंबे समय तक अधूरी रहेंगी तो यह स्थानीय पेज रिप्लेसमेंट एक समाधान है दूसरा समाधान प्रायरिटी पेज रिप्लेसमेंट है इसलिए हम एक पेज को सबसे कम प्राथमिकता वाली प्रक्रिया से प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए कि यह सर्वोच्च प्रायरिटी वाली प्रक्रियाएं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं तो ये दो संभावनाएं हैं जो हम आपको इस मांग को हल करने के लिए कर सकते हैं अब लोकेलिटी का निर्धारण कैसे करें और वह सब जो देखने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर यह एक प्लॉट है या यह इस मेमोरी रेफरेंस पैटर्न का ट्रेस है तो आप ऐसा करते हैं यदि आप समय के साथ समय पर देखते हैं इसलिए शुरू में यह पेज संख्या 18 से 20 तक था इसलिए उन्हें शुरुआत में संदर्भित किया गया था लेकिन उस समय यह पेज 26 27 28 था इसलिए उन्हें अधिक संदर्भित नहीं किया गया था किसी समय आप यह देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो इस समय क्षेत्र में है इसलिए इस समय क्षेत्र में पेज 29 29 30 31 32 हैं इसलिए उन्हें संदर्भित किया जा रहा है इसलिए अगर समय के इस अंतराल के दौरान मुझे यह चार पेज मेमोरी में लोड किए जा सकते हैं तो पेज फॉल्ट नहीं होगा इसी तरह जैसा कि आप आगे बढ़ते हैं यदि आप इस क्षेत्र को कहते हैं इसलिए इस क्षेत्र में पेज 27 28 29 इसलिए उन्हें संदर्भित किया जा रहा है इसलिए इस तरह से उनका उपयोग किया जा रहा है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह लोकेलिटी समय के साथ बदल जाती है इसलिए यह विशिष्ट प्लॉट है यह एक विशिष्ट प्रोग्राम ट्रेस है और यह समय के साथ मेमोरी एड्रेस रेफरेंस को प्लॉट करता है क्योंकि प्रोग्राम निष्पादित हो रहा है इसलिए किसी भी प्रोग्राम के लिए आप इन तनावों को उत्पन्न कर सकते हैं और यदि आप इसे प्लॉट करते हैं तो आप पा सकते हैं कि समय के साथ यह संदर्भ पैटर्न बदल जाता है इसलिए किसी भी समय यदि आप जानते हैं कि अलग अलग पैटर्न क्या है और यदि आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संबंधित पेज मेमोरी फ़्रेम में हैं तो स्वाभाविक रूप से यह पेज फॉल्ट दर कम होगी और यह थ्रेशिंग कम होगी और जैसा कि आप कहते हैं कि एक समय क्षेत्र से दूसरे समय क्षेत्र में जा रहे हैं जैसे कि यह समय समाप्त होने के बाद अब आप देखते हैं कि यह पेज 31 32 उन्हें और रेफर किया जा रहा है इसलिए वे शुरू में पहले नहीं थे वे मेमोरी फ्रेम में नहीं थे तो अब पेज फॉल्ट होगी और पेज नंबर 32 31 होगा इसलिए उन्हें लोड किया जाएगा और फिर सेपेज फॉल्ट की दर कम हो जाएगी इसलिए परिणामस्वरूप जब आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो यदि आप किसी प्रक्रिया के स्थानीयता का ट्रैक रख सकते हैं तो आप संबंधित पृष्ठों को स्मृति में लोड कर सकते हैं और फिर इस पृष्ठ दोष दर को कम किया जा सकता है तो इसने एक दिलचस्प मॉडल को जन्म दिया है जिसे वर्किंग मॉडल के रूप में जाना जाता है इसलिए हम वर्किंग सेट विंडो होने के लिए एक क्वांटिटी डेल्टा में परिभाषित करते हैं तो यह उन पेज की विंडो है जो किसी समय बिंदु या समय के निकट अतीत और भविष्य में संदर्भित किए जा रहे हैं इसलिए डेल्टा पेज संदर्भों की एक निश्चित संख्या है उदाहरण के लिए इंस्ट्रक्शन 10 000 तो क्या इंस्ट्रक्शन 10 000 और क्या हुआ तो पिछले 10 000 इंस्ट्रक्शन के दौरान पेज रिफरेंस की संख्या क्या हैं फिर WSSi प्रोसेस Pi के लिए वर्किंग सेट है इसे सबसे हाल के डेल्टा समय में संदर्भित पेजों की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है उदाहरण के लिए डेल्टा 10 के बराबर है इसलिए तो यदि आप समय t 1 पर देखते हैं तो तो आप पिछले 10 संदर्भों को देखें जैसे कि इस पर बहुत कुछ कहां गया है और आप देखते हैं कि इस टाइम जोन में जिन पेजों को संदर्भित किया गया है तो वे 1 2 5 6 और 7 मान लीजिए कि इस प्रोसेस को बड़ी संख्या में पेज मिले हैं इस प्रकार यदि आप इस टाइम जोन पर विचार करते हैं तो वे पेज जो हमारे संदर्भ 1 2 5 6 7 में हैं तो क्या यह मामला ऐसा था कि यह मेमोरी फ्रेम जहां पहले से ही इस पेज के फ्रेम में वहां मौजूद है तब पेज फॉल्ट नहीं होगा इसी तरह यदि आप समय t 2 को देख रहे हैं तो अंतिम 10 संदर्भों में जिन पेजों को रेफर किया गया है वे 3 और 4 हैं इसलिए पिछले वर्किंग सेट से नए वर्किंग सेट तक एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है इसलिए t 1 पर WS वर्किंग सेट 1 2 5 6 7 था t 2 पर वर्किंग सेट 3 और 4 है इसलिए आप कोड के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या डेटा स्ट्रक्चर के एक भाग से दूसरे भाग में जा रहे हैं इस वर्किंग सेट का डेटा स्ट्रक्चर बदल जाएगा इसलिए आदर्श रूप से हमें इस वर्किंग सेट को पकड़ना होगा और फिर उसके अनुसार हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्किंग सेट पेज मेमोरी में हों और वे पेज रिप्लेसमेंट नीति द्वारा रिप्लेसमेंट नहीं होने जा रहे हैं तो यह वर्किंग सेट मॉडल है तो WSSi हम प्रोसेस Pi के लोकेलिटी के आकार को अनुमानित करने की कोशिश करते हैं इसलिए यदि यह डेल्टा बहुत छोटा है तो यह पिछले उदाहरण की तरह पूरे इलाके को शामिल नहीं करेगा यदि मैं ऐसा करता हूं तो डेल्टा 2 या 3 के बराबर है तो मेरे पास केवल 1 7 5 होगा तो वह पेज 6 नहीं होगा ठीक इसी तरह अगर मैं वर्किंग सेट मॉडल को केवल 2 पेज का बनाता हूं तो इसमें केवल 1 और 5 होगा इसलिए यह 7 को एक साथ याद करेगा इस प्रकार यदि डेल्टा बहुत छोटा है तो यह पूरे इलाके को शामिल नहीं करेगा यदि डेल्टा बहुत बड़ा है तो यह कई लोकेलिटी को घेर लेगा जैसे कि यदि आप समय t 2 से यदि आप पीछे देख रहे हैं तो इसलिए यदि डेल्टा 100 कहने के बराबर है तो उसके पास यह सभी पृष्ठ 1 2 3 4 5 6 7 प्रोसेस के सभी पेज लोकेलिटी में होंगे तो यह निश्चित रूप से वांछनीय नहीं है इसलिए आप उस प्रकार की जानकारी नहीं चाहते हैं इसलिए हम अधिक स्थानीय जानकारी चाहते हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं डेल्टा को बहुत छोटा नहीं बना सकता मैं डेल्टा को बहुत बड़ा नहीं बना सकता इसलिए यदि डेल्टा अनंत के बराबर है तो स्वाभाविक रूप से पूरा प्रोग्राम लोकेलिटी में है तो ये डेल्टा के चरम वैल्यू हैं इसलिए डेल्टा का वैल्यू चुनना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है और यह समस्या विशिष्ट है ठीक है तो जैसे एक प्रोग्राम चल रहा है इसका कुछ डेल्टा वैल्यू कुछ और होगा तो और यह भी उस वातावरण पर निर्भर करता है जिसमें आप प्रोग्राम चला रहे हैं तो इस पर निर्भर करता है यदि यह कुछ पेरोल प्रोसेसिंग प्रकार का एप्लीकेशन है तो यह डेल्टा संदर्भ पैटर्न में और यदि आप एक मौसम पूर्वानुमान एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो यह डेल्टा संदर्भ पैटर्न वे अलग होंगे तो ये सब वहाँ हैं इसलिए इस डेल्टा की भविष्यवाणी करना बहुत आसान नहीं है लेकिन हमें एक उचित डेल्टा चुनना होगा तो यह सुनिश्चित है अब D की मात्रा को परिभाषित करें कि इनमें से कुछ WSS i हैं इसलिए सभी प्रोसेस के लिए यदि हमने उनके वर्किंग सेट की गणना की है तो यदि आप उन्हें कुछ करते हैं तो यह फ्रेम के लिए अनुमानित कुल मांग है इसलिए सभी पूरी प्रोसेस के लिए यदि हम वर्किंग सेट को योग करते हैं और यह फ़्रेम की संख्या देता है जो कि एक डिमांड पेजिंग वातावरण के तहत मेमोरी में होना चाहिए तो यह सभी लोकेलिटी के लिए एक अनुमान है इसलिए यदि m फ्रेम की कुल संख्या है और D m से अधिक है तो एक समय में यदि मैंने प्रोसेस को बड़ी संख्या में एडमिट किया है तो p 1 से p 10 और उनमें से प्रत्येक के लिए किसी समय बिंदु पर उनके सेट को जानता हूं वर्किंग सेट के आकार को योग करते हैं और यदि वर्किंग सेट का आकार सिस्टम में उपलब्ध फ़्रेमों की संख्या से अधिक है तो निश्चित रूप से वहाँ थ्रेशिंग के है तो यह एक संकेत है कि यदि D की तुलना में m अधिक हो तो थ्रेशिंग होने वाली है तो पॉलिसी क्या है तो पॉलिसी इस तरह की हो सकती है कि यदि D m से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में आप किसी एक प्रोसेस को स्थगित या स्वैप कर सकते हैं इसलिए यदि आप पाउट को स्थगित या स्वैप करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस प्रोसेस की आवश्यकताओं को हटा दिया जाता है ताकि D के इस वैल्यू को कम किया जा सके और संभवतः यह m से नीचे आ जाएगा इसलिए किसी भी समय आप m के मूल्य को पार नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह थ्रैशिंग अब उस बिंदु से होगा तो मैं इस वर्किंग सेट पर नज़र कैसे रख सकता हूँ एक बार यह बता दिया जाता है कि यह इस प्रोसेस के लिए वर्किंग सेट है जो अब ठीक है लेकिन मैं इस वर्किंग सेट पर कैसे नज़र रख सकता हूं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है इसलिए प्रत्येक वर्किंग सेट के बारे में सटीक जानकारी रखना अव्यावहारिक है क्योंकि काम करने वाली विंडो एक मूविंग विंडो है इसलिए हालांकि पिछले उदाहरण या पिछले सूत्र में हमने कहा है कि WSSi योग के बराबर D है लेकिन WSSi क्या है इसलिए WSSi यह वर्किंग सेट या WS बल्कि किसी प्रोसेस के वर्किंग सेट को बदल देता है क्योंकि प्रोसेस निष्पादित हो रही है इसलिए शायद समय पर t 1 जब मैं सिस्टम की जांच करता हूं तो मुझे पता चलता है कि प्रोसेस कुछ प्रोसीजर p 1 का उल्लेख कर रही है समय t 2 पर जब मैं ऐसा करने के लिए संदर्भित करता हूं तो यह कुछ अन्य सेटअप प्रोसीजर का उल्लेख कर रहा है इसलिए परिणाम के रूप में यह पेज जो संदर्भित हो रहा है वह समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो प्रोसेस का वर्किंग सेट भी बदल जाएगा और यह वर्किंग सेट विंडो एक मूविंग विंडो है तो अनुमानित समय अंतराल टाइमर के साथ एक संदर्भ बिट तो हम एक सन्निकटन करते हैं जिसमें हम एक टाइमर और एक संदर्भ बिट रखते हैं इसलिए मान लीजिए कि एक उदाहरण है मैंने 10 000 के बराबर डेल्टा लिया है जिसे वर्किंग सेट की गणना के लिए पिछले 10 000 संदर्भों को माना जाएगा टाइमर यह हर 5 000 समय इकाइयों के बाद बाधित होता है और हम प्रत्येक पेज के लिए 2 बिट्स मेमोरी में रखते हैं जब संदर्भ बिट को देखते हैं और 2 मेमोरी बिट एक रजिस्टर के रूप में कुल 3 बिट्स तो हमें 3 बिट हमें मिल गया है एक है यह मेमोरी रेफरेंस बिट और ये दो अतिरिक्त बिट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है तो उसके लिए यह 2 बिट अतिरिक्त है रेफरेंस बिट सबसे महत्वपूर्ण बिट है इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बिट है इसलिए जब टाइमर बाधित होता है तो हम एक स्थान दाईं ओर शिफ्ट करते हैं 3 बिट्स पर शिफ्ट करते हैं और सभी संदर्भ बिट्स के मानों को 0 पर सेट करते हैं तो जब टाइमर आते हैं हम क्या करते हैं तो यह एक स्थानांतरित है ठीक और फिर यह संदर्भ बिट 0 पर सेट हो जाता है और संदर्भ बिट को याद होगा कि यदि उस विशेष पेज को संदर्भित किया जाता है तो उस संदर्भ बिट को ऑन कर दिया जाएगा तो पिछले 5 000 समय अंतराल में इसलिए यदि इस पृष्ठ को संदर्भित किया जाता है तो यह विशेष बिट 1 था अन्यथा यह बिट 0 था यह ऑफ था अब जब यह टाइमर आता है तो इसे 1 1 बिट स्थिति से दाएं स्थानांतरित किया जाता है तो यह रेफरेंस बिट अगली स्थिति में आता है इसलिए यह रेफरेंस बिट अब यहां स्थानांतरित कर दिया गया है अब इसलिए यदि कोई पेज फॉल्ट होता है तो हम 3 बिट्स की जांच कर सकते हैं कि क्या पेज का उपयोग पिछले 10 000 से 15 000 के भीतर किया गया था कम से कम 1 बिट इन बिट्स में से एक होगा तो अगर पेज वर्किंग सेट में है या नहीं तो जो हो रहा है इसलिए जब ये टाइमर बाधा उत्पन्न कर रही है इसलिए हम सभी 3 बिट्स को 0 0 0 पर सेट कर रहे हैं यदि कोई पेज रेफरेंस हुआ है तो तो यह 1 हो जाता है ठीक है इसलिए जब टाइमर आएगा तब हम इसे 1 बिट से शिफ्ट कर रहे हैं तो अगर यह इस तरह से हो रहा है तो अब यह 1 बिट से शिफ्ट कर दिया गया है यदि अगले टाइमर इंटरफ्ट आने से पहले इस पेज को संदर्भित नहीं किया जाता है तो क्या होगा यह कंटेंट 0 0 1 हो जाएगी यदि अगला टाइमर इंटरफ्ट आने पर पेज को अभी भी संदर्भित नहीं किया जाता है तो यह 0 0 0 0 हो जाता है इसका मतलब है आप समझ सकते हैं कि पिछले कई संदर्भ के लिए तो यह 5000 प्लस है 10000 से 15000 संदर्भ है इसलिए यदि सभी कंटेंट 0 हो जाती है तो इस पेज को संदर्भित नहीं किया गया था यदि सभी कंटेंट 0 नहीं है तो क्या होगा एक संभावना यह है कि यह संदर्भ बिट 1 इसलिए मूल रूप से यह स्थिति है तो निश्चित रूप से पेज को संदर्भित किया गया है या शायद स्थिति 0 0 0 1 0 0 हो गई है यह तुरंत संदर्भित नहीं किया गया था लेकिन यह पिछले समय में संदर्भित किया गया था संदर्भ समय 2116 तो परिणामस्वरूप यह 0 1 0 है या 0 0 1 देखें इसका मतलब यह भी है कि इसे तुरंत संदर्भित नहीं किया गया था लेकिन 5 000 कदम पीछे की ओर तो इसे संदर्भित किया गया होगा इसलिए यदि पेज फॉल्ट होता है तो हम इस से एक पेज का चयन करने का प्रयास कर सकते हैं तो यह पेज है यदि सभी बिट्स 0 हैं तो वह पेज निश्चित रूप से वर्किंग सेट में नहीं है इसलिए यदि पेज फॉल्ट होता है तो हम यह निर्धारित करने के लिए 3 बिट्स की जांच कर सकते हैं कि क्या पेज का उपयोग पिछले 10 000 से 15 000 संदर्भों के भीतर किया गया था तो यदि हां तो पेज वर्किंग सेट में है इसलिए यदि इसे संदर्भित किया गया था तो यह वर्किंग सेट में है इसलिए हम उन पेजों को बदलने का प्रयास करेंगे जो प्रोसेस के वर्किंग सेट में नहीं हैं तो यह निश्चित रूप से पूरी तरह से सटीक क्यों नहीं है तो हो सकता है कि 3 बिट के बाद ऐसा हो हम पर्याप्त जानकारी नहीं रख रहे हैं तो हो सकता है कि दो पेज ऐसे हों जो यह कहते हों कि एक पेज अंतिम रूप से 20 000 साइकिल के लिए संदर्भित नहीं था और दूसरे पेज को दोनों मामलों के अंतिम 15 000 साइकिल के लिए संदर्भित नहीं किया गया था यह बिट्स 0 0 0 बन जाएगा लेकिन यह सही नहीं है इसलिए मैं पहले 20000 संदर्भ बिट के बारे में बात करता हूं वह नहीं है इसलिए यह वास्तव में वर्किंग सेट के बाहर है और यह शायद एक संदर्भ से चूक गया है और यही कारण है कि यह 0 0 0 बन गया है जो कि वर्किंग सेट का बहुत सही अनुमान नहीं है तो मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं इसलिए परफॉर्मेंस में सुधार के लिए या योजना में सुधार के लिए निश्चित रूप से मुझे इस बिट की संख्या बढ़ानी होगी तो पहले मैं सिर्फ 2 बिट्स चाहिए होता था तो इसके बजाय यदि आप इन संदर्भों को संग्रहीत करने के लिए इस 10 बिट्स अतिरिक्त मेमोरी बिट के लिए रखते हैं इसलिए केवल 2 बिट होने के बजाय आपको 10 बिट मिले हैं जहां हम पिछले संदर्भों का अध्ययन कर रहे हैं और हर 5000 यूनिट को बाधित करने के बजाय हम प्रत्येक 1000 समय इकाइयों को बाधित करते हैं जो हमें वर्किंग सेट में इस बदलाव के बारे में अधिक लगातार जानकारी देगा तो यह एक मॉडल है यह एक रणनीति है जिसे प्रोसेस के इस वर्किंग सेट का ट्रैक रखने और जो संदर्भ बिट्स का उपयोग करके किया जा सकता है इसलिए हम इस संदर्भ बिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं और फिर यदि कंटेंट शून्य नहीं है इसका मतलब है पेज निकट भविष्य में संदर्भित किया गया था तो यह वर्किंग सेट में है यदि कंटेंट शून्य है इसका मतलब है यह पिछले 15 000 से 15 000 साइकिल के लिए संदर्भित नहीं है जो भी उस पर आधारित मेरे डेल्टा का आकार हो इसलिए यदि आवश्यक हो तो इसे मेमोरी से हटाया जा सकता है तो इस तरह हम डायनामिक रूप से वर्किंग सेट की गणना कर सकते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे पास है वह है पेज फॉल्ट आवृत्ति तो यह WSS की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण है इसलिए वर्किंग सेट का आकार तो यह एक विचार था जिसके द्वारा हम एक प्रोसेस के इस वर्किंग सेट का ट्रैक रख सकते हैं और इस तरह हम पेज फॉल्ट की संख्या को कम करने का प्रयास कर सकते हैं एक और प्रत्यक्ष अवलोकन पेज फॉल्ट आवृत्ति क्या है पेज फॉल्ट आवृत्ति बहुत अधिक है इसका मतलब है सिस्टम थ्रेशिंग स्थिति में चला गया होगा तो यह वर्किंग आकार की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिकोण है और हम स्वीकार्य पेज फॉल्ट आवृत्ति दर की स्थापना करते हैं और स्थानीय रिप्लेसमेंट पॉलिसी नीति का उपयोग करते हैं यदि वास्तविक दर बहुत कम है तो यह प्रोसेस फ्रेम खो देगी और यदि वास्तविक दर बहुत अधिक है और प्रोसेस फ्रेम प्राप्त करती है तो यह इस तरह से कार्य करता है तो अगर मैंने कहा है कि एक प्रोसेस है मान लो कि प्रोसेस P 1 आया है तो मान लो कि P 1 को मैंने 5 फ्रेम आवंटित किया है अब प्रोसेस की प्रकृति के आधार पर यह 5 फ्रेम प्रोसेस के लिए पर्याप्त हो सकता है या नहीं भी हो सकता है इसलिए अगर इस प्रोसेस में जिन पेजों की जरूरत है उनकी संख्या 5 से कम है तो ऐसा माना जाता है कि P के वर्किंग सेट V 3 के बराबर है फिर किसी भी समय यह 3 पेजों का संदर्भ होगा यदि आपने क्रमिक संदर्भों पर विचार किया है तो यह देखेगा कि यह 5 फ़्रेमों का नहीं 3 फ्रेमों का उल्लेख है इसलिए परिणामस्वरूप पेज फॉल्ट आवृत्ति बहुत कम होगी इसलिए लगभग कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा और यदि ऐसा होता है तो हमें पता है कि हमने प्रोसेस को अतिरिक्त फ्रेम दिया है तो संभवतः इसे 5 से घटाकर 4 कर सकते हैं और 4 को कम करने के बाद भी यदि हम पाते हैं कि पेज फॉल्ट दर कम है तो हम इसे 3 से भी घटा सकते हैं इसलिए इस तरह हम फ्रेम की संख्या को कम कर सकते हैं तो यह वह चीज है जिसका वास्तविक दर बहुत कम है इसलिए हम ऐसा करते हैं हम एक सिस्टम के लिए कुछ स्वीकार्य पेज फॉल्ट आवृत्ति पर सहमत हैं और यदि एक प्रोसेस मैं यह पाई जाती है कि यह पेज फॉल्ट दर इस PFF F मान से बहुत कम है तो इसका मतलब है इस प्रोसेस को फ्रेम की उतनी जरूरत नहीं है इसलिए हम प्रक्रिया से कुछ फ्रेम रिलीज कर सकते हैं इसलिए यदि वास्तविक दर बहुत कम है तो इस प्रक्रिया से हम फ्रेम को वापस लेते हैं और यदि पेज फॉल्ट दर इस PFF की तुलना में बहुत अधिक है इसलिए यदि दर वास्तविक दर बहुत अधिक है तो हम जानते हैं कि प्रक्रिया शायद इसे रखने में सक्षम नहीं है यह मेमोरी में सेट काम कर रहा है इसलिए हमें इसे और अधिक फ्रेम आवंटित करना होगा तो इस तरह से हम इसे अधिक संख्या में फ्रेम आवंटित करना चाहते हैं P शुरू में यह हो सकता है कि शायद हमने P 1 को केवल 2 फ्रेम आवंटित किया था अब प्रक्रिया के लिए यह पेज फॉल्ट आवृत्ति अधिक है तो हम इसे बढ़ाकर 3 से 4 से 5 कर देते हैं इसलिए 5 पर आने के बाद हो सकता है कि मुझे पता है कि अब पेज फॉल्ट दर महत्वपूर्ण रूप से कम हो गई है यह PFF दर से कम है तो हम उस बिंदु पर रोक सकते हैं हम प्रक्रिया को 5 फ्रेम आवंटित कर सकते हैं तो यह फिर से एक डायनामिक स्थिति है इसलिए यदि आप समय के प्लॉट करते हैं तो जैसे कि आप फ्रेम की संख्या और इन पेज फॉल्ट दर को बढ़ा रहे हैं इसलिए जब पेज फॉल्ट दर फ्रेम की संख्या की तुलना में बहुत अधिक है और हम एक अपर बाउंड रखते हैं तो यह अपर बाउंड है और यह लोअर बाउंड है इसलिए यदि यह पेज फॉल्ट दर इस मान से ऊपर है तो यह इस मान से ऊपर है तो उस स्थिति में हमें फ्रेम की संख्या बढ़ानी होगी इस प्रकार यदि यह सिस्टम इस क्षेत्र में काम कर रही है तो यह नीचे आ रहा रहा होगा इसी तरह यदि किसी प्रोसेस को बड़ी संख्या में फ्रेम दिए गए हैं तो यह इस क्षेत्र में काम करेगा और फिर पेज फॉल्ट दर लोअर बाउंड से नीचे होगी और अगर यह उस मामले में लोअर बाउंड से नीचे है तो हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं इसलिए हम उस प्रोसेस को आवंटित फ्रेम को वापस लेना चाहते हैं जिसे हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और फिर प्रोसेस फिर से इस क्षेत्र में आएगी और संचालित होगी तो आदर्श रूप से प्रोसेस को कार के इस क्षेत्र में काम करना चाहिए और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें तदनुसार समायोजित करना होगा कि हमें यह देखना है कि कौन सी प्रोसेस है जो प्रोसेस के लिए फ्रेम को अधिक या कम आवंटित किया जाना चाहिए लेकिन यह पूरी चीज लोकल पेज रिप्लेसमेंट के साथ काम करती है तो यह इस WSS के विपरीत ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट के लिए नहीं है तो जो ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट के लिए हो सकता है और यह मल्टीग्रोग्रामिंग की डिग्री को नियंत्रित कर रहा है लेकिन यहां ऐसा नहीं है यह लोकल पेज रिप्लेसमेंट के लिए है इसलिए यह इस दीर्घकालिक शेड्यूलर को गाइड नहीं कर रहा है या सिस्टम से अधिक प्रोसेस को हटाने का मार्गदर्शन नहीं कर रहा है तो फिर वर्किंग सेट और पेज फॉल्ट दर इसलिए यदि आप समय के साथ देखते हैं तो इस प्रोसेस के वर्किंग सेट और पेज फॉल्ट दर के बीच एक संबंध है तो पेज फॉल्ट दर यदि हम ओवरटाइम को प्लॉट करते हैं तो शायद यह पेज फॉल्ट दर इस तरह से हो रही है जब इस क्षेत्र में यह पेज फॉल्ट दर बढ़ रही है यह वर्किंग सेट को अभी तक मेमोरी में लोड नहीं किया गया है इसके बाद पेज फॉल्ट दर कम हो जाती है इसलिए ग्राफ के इस क्षेत्र में हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शायद मैंने पहले से ही वर्किंग सेट को मेमोरी में लोड कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप पेज फॉल्ट कम हो गया है फिर से आप देखते हैं कि इस सीमा पर फिर से पेज फॉल्ट दर बढ़ने लगी है और फिर से इस सीमा पर यह घटता जाता है और एक बार यह पेज एक बार जब यह चरम पर पहुंच जाता है तो फिर उनके पेज फॉल्ट दर कम हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में पेज फॉल्ट दर कम होगी क्योंकि वर्किंग सेट लोड हो चुका है तो एक प्रोसेस के वर्किंग सेट के बीच एक सीधा संबंध है और यह पेज फॉल्ट दर समय के वर्किंग सेट परिवर्तित होता है और समय के साथ घटता बढ़ता रहता है तो यह वर्किंग सेट यदि आप पेज फॉल्ट दर को प्लॉट करेंगे तो आप इस शिखर और निम्न को प्राप्त करेंगे तो इस तरह से मैं सिस्टम को ट्यून करने के लिए इस वर्किंग सेट और पेज फॉल्ट रेट की मदद ले सकता हूं इसलिए कि यह समग्र सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है तो इस तरह से इस डिमांड पेजिंग को इस वर्किंग सेट मॉडल के साथ काम करना है और इससे पेज फॉल्ट को कम किया जा सकता है और यह सिस्टम परफॉर्मेंस में सुधार कर रहा है इसलिए मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री भी उचित है और सीपीयू थ्रूपुट भी अधिक है